तो अब यह PIR हम इसका उपयोग पेप्टाइड मैच पाने के लिए पैटर्न और पेप्टाइड में भी कर सकते हैं क्या अंतर है छात्र पेप्टाइड विशिष्ट होगा पेप्टाइड का अर्थ है सटीक मिलान छात्र सटीक उदाहरण के लिए कुछ पेप्टाइड एकत्र करते हैं इसलिए भले ही आप एक छोटा सा बदलाव करें एक बार अवशेषों को बदलने के बाद चरित्र बदल जाएगा इस मामले में आपको उदाहरण के लिए सटीक मिलान की आवश्यकता है यदि आपके पास AITCV है तो यह हाँ है लेकिन यदि आपको AICCV मिलता है तो यह नहीं है इसलिए यदि यह मामला है तो हमें सटीक मिलान खोजने की आवश्यकता है तो यहाँ आप पेप्टाइड मैच कर सकते हैं तो यह पेप्टाइड्स देता है और वास्तव में आप मेल कर सकते हैं पैटर्न खोज में आप इस तरह से लिख सकते हैं AI CV यह आप इसमें शामिल कर सकते हैं यह और यह लेकिन पेप्टाइड मैच के मामले में यह है लेकिन यह नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप कोई विशिष्ट पेप्टाइड देते हैं और आप इस डेटाबेस में खोज करते हैं और अगर आप देखते हैं कि ये प्रोटीन हैं जो बिल्कुल पेप्टाइड्स हैं उदाहरण के लिए यदि आप पेप्टाइड्स को खोजने के इच्छुक हैं जो एकत्र करते हैं तो आप पेप्टाइड दे सकते हैं और सभी अनुक्रमों की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से अनुक्रमों में वह विशेष क्षेत्र है और क्या कोई समानताएं या अंतर हैं आप विश्लेषण कर सकते हैं फिर आप इस पहलू पर बहुत सारी परियोजनाएं कर सकते हैं वहाँ एक बार जब यह हो जाता है तो हम कुछ प्रकार के मेट्रिसेस का निर्माण भी कर सकते हैं हमने कुछ मोटिफ्स के बारे में चर्चा की और कुछ पैटर्न के बारे में चर्चा की और सटीक मिलान के बारे में चर्चा की आप अलग अलग क्रमों में देखते हैं और फिर आप कुछ प्रकार के मेट्रिसेस विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं पहले हमने कई अनुक्रम संरेखण और संरक्षण स्कोर के बारे में चर्चा की कई अनुक्रम संरेखण क्या है छात्र दो या अधिक संरेखित करें संदर्भ समय 0206 3 या अधिक अनुक्रमों को संरेखित करना यदि आपके पास 3 या अधिक अनुक्रम हैं तो आप एक साथ संरेखित करते हैं और अंत में आप संरेखण पाते हैं संरक्षण के लिए संरेखण का उपयोग कैसे करें छात्र अवशेषों को खोजें हाँ हम अवशेष देख सकते हैं छात्र कौन सा जो अलग अलग क्रम में एक ही स्थिति में होते हैं उसके आधार पर हम संरक्षण स्कोर की गणना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से अवशेष संरक्षित हैं तो यहां पीएसएमएस यह स्थिति विशिष्ट स्कोरिंग मैट्रिस है यह उन पैटर्न को भी प्रदान करता है जो इन होमोलोगस अनुक्रमों में कई अनुक्रम संरेखण में निहित हैं यह कैसे करना है में समझा दूंगा कई अनुक्रम संरेखण में आप देख सकते हैं कि क्या आप किसी भी अंतर्निहित पैटर्न पा सकते हैं तो यह कैसे करना है मूल विचार यह है की डेटाबेस अनुक्रमों और संरेखण तालिका के खिलाफ क्वेरी अनुक्रमों मिलान करना और संरक्षित स्थिति के लिए उस उच्च भार को देना है उन पदों के लिए उच्च भार देना जो उनके चर की तुलना में अत्यधिक संरक्षित हैं फिर आप कुछ प्रकार के मैट्रीस देख सकते हैं यह आपको बताएगा उदाहरण के लिए यदि स्थिति संख्या 15 Ala में मौजूद है तो स्थिति संख्या 15 पर Ala होने की संभावना क्या है यह ठीक है या नहीं यदि यह अच्छा है तो आप ठीक से मेल खा सकते हैं तो कई प्रेडिक्शन एल्गोरिदम के लिए वे उपयोग करते हैं वे एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं फिर अगर नए अनुक्रम में जा रहे हैं और देखें कि विशेष स्थान पर विशेष अवशेषों की संभावना क्या है यदि यह ऐसा मामला है जो हेलिक्स का हिस्सा हो सकता है हम इस मैट्रिक्स का उपयोग कई प्रेडिक्शन एल्गोरिदम के लिए कर सकते हैं इन प्रोफाइल को कैसे प्राप्त करें इसलिए ये प्रोफाइल हम संभावित स्कोर प्रेडिक्शन एल्गोरिदम के एक सेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए नए प्रोटीन के लिए हमारे पास एक संभावना स्कोर है जो कि संरेखण के दौरान n में एक विशेष स्थिति है इसलिए इस मामले में उदहारण के लिए संरक्षण और सभी के लिए अन्य उपायों की तुलना में विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं इसलिए यह अधिक सटीकता देता है जब आप अलग अलग दूर से संबंधित अनुक्रमों को संरेखित करते हैं और संरक्षण पैटर्न्स भी समरूप अनुक्रमों की पहचान की सुविधा प्रदान करते हैं क्योंकि हमारे पास समरूप अनुक्रमों के मामले में उच्च स्कोर है और आप उन पैटर्न को देख सकते हैं जो कि समरूप अनुक्रमों के एक सेट के भीतर उप मंडलों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोगी हैं फिर यदि आप विभिन्न माध्यमिक संरचना प्रेडिक्शन एल्गोरिदम में देखते हैं या पहुंच की भविष्यवाणी करते हैं या बॉन्डिंग साइटों की भविष्यवाणी करते हैं विभिन्न प्रेडिक्शन एल्गोरिदम वे विश्वसनीय हैं यदि उनके पास एकल अनुक्रम के बजाय कई अनुक्रम संरेखण हैं एकल अनुक्रम प्राप्त करना वे हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल जैसे प्रोफाइल का निर्माण कर सकते हैं या आप एकल अनुक्रम के बजाय प्रोपेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कई अनुक्रम संरेखण का उपयोग करते हैं तो मैं अगली कक्षाओं में चर्चा करूंगा जब हम माध्यमिक अनुक्रम प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे आप पा सकते हैं कि केवल एक अनुक्रम का उपयोग करने की तुलना में प्रेडिक्शन परिणाम अधिक विश्वसनीय हैं इसलिए अब पीएसएमएस मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए मैं उदाहरण दूंगा कि मैट्रिस का निर्माण कैसे किया जाए तो PSSM का आधार क्या है छात्र अनुक्रम संरेखण अनुक्रम संरेखण तो यह आपको प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक अवशेष की आवृत्ति देता है उदाहरण के लिए कई अनुक्रम संरेखण में यदि आप यहां एक अनुक्रम देखते हैं GHEG VGKVVKLGAGA इसलिए मेरे पास कुछ अनुक्रम हैं उदाहरण के लिए 5 अनुक्रम वे कई अनुक्रम संरेखण में उपयोग किए जाते हैं इसमें से पहले अनुक्रम के आधार पर जो एक ही अवशेष या संरक्षित अवशेष हैं वे हाइलाइट किए गए हैं तो हम इसे स्थिति नंबर 1 2 3 के रूप में लेते हैं स्थिति नंबर 1 लेते हैं स्थिति नंबर 1 में जी होने की संभावना क्या है स्थिति नंबर 1 में ग्लाइसिन की घटना की आवृत्ति क्या है छात्र 1 तो आप 1 कह सकते हैं क्योंकि 5 मामले 5 क्रम हैं और 5 में से 5 5 यदि सभी ग्लाइसिन हैं तो 5 जो एक ही तरह के बराबर है स्थिति 4 नंबर में ग्लाइसिन की घटना आवृत्ति क्या है छात्र 2 by 5 वह 2 बाय 5 है यह 2 5 से विभाजित है मूल रूप से 04 है तो अब हमारे पास यहां और अनुक्रम के 20 अलग अलग अमीनो एसिड अवशेष हैं पहले मामले में यह ग्लाइसिन है यहाँ यह 5 5 है और दूसरा जो आपके पास अवशेष हो सकता है एच के मामले में 5 है और तीसरा हम ई के लिए 5 है और चौथा एक वितरित जी 2 बार एफ 1 समय और के 1 समय एल 1 बार वितरित तो अब यदि आपके पास संख्या अनुक्रम हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं तो कई मामले यदि उनकी संख्या 0 है यदि आप देखते हैं कि कई शून्य हैं शून्य के मामले में वे कुछ संख्याएँ जोड़ते हैं एक संख्या जोड़ते हैं इन शून्य से बचने के लिए इसे सूडो गणना कहा जाता है क्योंकि जब आप लघुगणक लेते हैं इसलिए वे उदाहरण के लिए क्या करते हैं यदि आप अमीनो एसिड अनुक्रम लेते हैं तो प्रत्येक अवशेष के किसी विशेष स्थिति में होने की संभावना क्या है छात्र 005 005 1 be 20 तो वे क्या करते हैं इसलिए वे शीर्ष पर एक जोड़ते हैं फिर नीचे 20 और फिर वे उदाहरण के लिए सूडो गणना पाते हैं इस मामले में उन्होंने 5 1 को 5 20 से विभाजित किया इसका क्या मूल्य है फिर 6 बाई 25 सही तो हमें 024 नंबर मिलता है और फिर यह एक f i j है फिर वे इस q के साथ सामान्य हो जाते हैं यह एक विशेष क्रम में एक अवशेषों की आवृत्ति की उम्मीद है जैसे कि एक यादृच्छिक अनुक्रम में ये क्रमबद्ध परिवर्तन हैं फिर किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष अवशेषों की अपेक्षित आवृत्ति क्या है क्योंकि सभी अवशेषों को अमीनो एसिड अनुक्रमों में बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं किया जाता है यदि सभी अवशेषों को बेतरतीब ढंग से वितरित किया जाता है तो सभी अनुक्रम जो भी अनुक्रम आप लेते हैं प्रत्येक अवशेषों में 005 होना चाहिए लेकिन यह मामला नहीं है जो मैंने यूनीप्रोट से डेटा दिखाया था कुछ अवशेष उदाहरण के लिए पक्षपाती हैं छात्र ल्यूसीन वेलिन वे अत्यधिक प्रभावी हैं और ट्रिप्टोफैन सिस्टीन अमीनो अनुक्रमों में अक्सर कम होते हैं इसलिए यदि आप कोई क्रम लेते हैं तो यादृच्छिक क्रम क्या है आवृत्ति क्या है अब q से भाग दें मैं लघुगणक ले लूंगा यह एक अंक होगा PSSM की तरह ही एक और मैट्रिक्स है जिसे वेट मैट्रिक्स कहा जाता है यह अक्सर प्रेडिक्शन एल्गोरिदम में भी उपयोग किया जाता है कि कैसे वजन मैट्रिक्स प्राप्त करें उदाहरण के लिए यदि आपके पास 4 अलग अलग क्रम हैं तो यह डीएनए अनुक्रम है इसलिए पहले हम मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड के सभी घटनाएँ हैं तो कितने पद तो यह 1 2 3 4 5 6 है तो 4 क्रम कितने सही हैं तो आप पहले ए को सभी 4 अनुक्रमों में रख सकते हैं आपके पास यह ए हो सकता है तो आपके पास 3 जीएस हो सकता है और 1 ए और तीसरा 1 टी और 3 जीएस आप इस मैट्रिक्स को अनुक्रम संरेखण के आधार पर भर सकते हैं तब आप इसे नियत भार मैट्रिक्स में स्कोर में बदल देते हैं यदि आप इस संरेखण में देखते हैं तो आप सर्वसम्मति श्रृंखला ए देख सकते हैं यह जी है क्योंकि यह 3 बार है यहां जी 3 बार यहां जी 2 बार यहां आर सब कुछ समान संभावनाएं हैं तो वे n डाल दिया लिहाजा उन्होंने इस पर सहमति बना ली है तो यहाँ भी वे एक सूडो गणना करते हैं इसलिए वे उदाहरण के लिए संभावना जोड़ते हैं यदि आपके पास एक और अनुक्रम है तो अब 4 अनुक्रम है यदि आप एक और अनुक्रम यहां जोड़ते हैं तो इस विशेष स्थिति में ए होने की संभावना क्या है छात्र एक एक छात्र पहली स्थिति उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ कोई क्रम जोड़ते हैं तो अनुक्रम यह अनुक्रम 4 है और आपने अनुक्रम 5 रखा है मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ इस स्थिति में A होने की संभावना क्या है छात्र 4 1 बाय 4 1 से 4 क्योंकि यह ए हो सकता है यह टी या सी या जी हो सकता है इसलिए ए होने की संभावना 025 है प्रोटीन अनुक्रमों के मामले में यदि आपके पास कई क्रम हैं और यदि आप 1 जोड़ते हैं और संभावना 1 बाय 20 है तो यहाँ पाई है तो यह डीएनए के मामले में 025 के बराबर है जो कि 1 से 4 है यह अमीनो एसिड के मामले में 1 से 20 के बराबर है तो अब वे n उपयोग करते हैं ij का यहाँ nij बराबर है 4 के प्लस प्रोबबैलिटी के यदि आप एक और जोड़ते हैं तो उस न्यूक्लियोटाइड होने की संभावना क्या है यह अनुक्रमों की संख्या से विभाजित 025 है 1 4 प्लस 1 में जोड़ा जाएगा इसलिए यहां 4 इसलिए अब और अधिक अनुक्रम जोड़ें तो 5 के बराबर 4 प्लस 1 तो इस मामले में आप मान प्राप्त कर सकते हैं यह 4 लॉग प्लस 025 के बराबर 5 सही से विभाजित है इस को नोर्मालिजे करे इस पाई तक यानि कि 025 आप गणना करते हैं यह 025 के बराबर 085 है यह लॉग के बराबर 3434 12 के बराबर है तो यह संख्या है उदाहरण के लिए यदि आप 0 लेते हैं तो वेट मैट्रिक्स का क्या मूल्य हो सकता है यह 0 है छात्र 0 0 प्लस 025 को 5 से विभाजित किया गया तो पूरी चीज 025 के साथ सामान्य हो गई तो अंत में आपको शून्य से 16 का मान मिलता है इसलिए हम इस किसी भी संरेखण मैट्रिक्स को परिवर्तित कर सकते हैं जिसमें आपके पास बहुत सी अनुक्रम या संरेखण डेटा है तो आप इस मैट्रिक्स को वेट मैट्रिक्स में बदल सकते हैं अब इस भार मैट्रिक्स से अब अगर हमारे पास नया अनुक्रम है या आपको किसी नए अनुक्रम के दूसरे ढांचे या किसी विशिष्ट बॉन्डिंग साइट की पहचान करनी पड़ सकती है आप तुलना कर सकते हैं यदि यह एक बॉन्डिंग साइट से संबंधित है तो यदि आपके पास इस विशेष स्थिति में समान ए है तो आप देख सकते हैं कि यह ए शायद किसी विशेष प्रोटीन अधिकार के साथ बॉन्डिंग साइट अवशेष हो सकता है तो इसी तरह वे किसी भी बॉन्डिंग साइटों या किसी भी एप्लिकेशन की पहचान के लिए इस वजन मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं और एक और मामला है तो आप PSI BLAST देखें PSI BLAST क्या है छात्र स्थिति विशिष्ट पुनरावृत्त स्थिति विशिष्ट ब्लास्ट सही तो इस मामले में हमने कई होमोलोगस अनुक्रमों को संरेखित किया और फिर उदाहरण के लिए विभिन्न पुनरावृत्तियों का उपयोग किया यदि यह एक प्रोटीन है और यह संभव 20 विभिन्न अमीनो एसिड हैं तो उन्होंने कुछ बड़ी संख्याएं दीं तो बड़ी संख्या तो पहले हमें इन संख्याओं को नोर्मालिजे करने की आवश्यकता है तो फिर हम जानते हैं कि कौन सा पसंदीदा है जो किसी एक को पसंद नहीं है क्योंकि यह आपको पता है कि किसी विशेष स्थान पर इन अवशेषों की वरीयता के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक अंक हैं तो इस मामले को आप 0 और 1 के बीच नोर्मालिजे कर सकते हैं तो 0 और 1 के बीच के मूल्यों को सामान्य कैसे करें छात्र अधिकतम माइनस न्यूनतम तो आप इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं एक्स माइनस न्यूनतम छात्र उम उदाहरण के लिए अधिकतम न्यूनतम शून्य से विभाजित यह उदाहरण के लिए 5 नंबर है यह सबसे कम है तो सबसे कम के लिए अपेक्षित मूल्य क्या है छात्र 0 यदि आप इस समीकरण का उपयोग करते हैं तो 1 1 को 9 1 से विभाजित किया जाता है इसे 0 से 8 के बराबर इस के बराबर 0 तो यह ठीक है तो अगर आपके पास सबसे ज्यादा है सही मूल्य क्या है छात्र एक यह 1 के बराबर है इसलिए यदि आप 9 1 से विभाजित एक 9 1 का उपयोग करते हैं तो यह 8 से 8 के बराबर है यह 1 के बराबर है इसलिए अब यदि आप कोई अन्य मान लेते हैं तो 5 या 6 या 2 अपेक्षित मूल्य क्या है छात्र 0 और 1 के बीच 0 और 1 के बीच इसलिए हम इसे 5 लेते हैं इसलिए हम इस संख्या को 5 1 से 9 1 से विभाजित करते हैं यह 48 के बराबर है यह 05 के बराबर है यह ठीक है तो हम इस समीकरण का उपयोग नोर्मालिजे करने के लिए कर सकते हैं तो अब यदि आप इन संख्याओं को देखते हैं तो बहुत अधिक संख्याएँ वे 0 और 1 के बीच सामान्यीकृत होती हैं हम कुछ संख्याएँ देख सकते हैं जैसे बहुत अधिक और कुछ संख्याएँ बहुत कम हैं उदाहरण के लिए यदि आप कोई उच्च संख्या देखते हैं तो यह अधिक है 064 इसलिए यहां यह 059 है कुछ संख्याएं बहुत अधिक पसंद की जाती हैं और कुछ अवशेष यह कम पसंदीदा हैं तो अब अगर आपको अलग अलग नंबर मिले हैं तो इन नंबरों को संयोजित करना और 20 × 20 मैट्रिक्स बनाना भी संभव है अलग अलग संख्याओं का उपयोग करने के बजाय 20 × 20 मैट्रिक्स लेना भी संभव है इस मामले को आप अलग अलग मामलों के लिए समान रूप से उपयोग कर सकते हैं यह कैसे करना है उदाहरण के लिए यदि यह EC है तो वे सभी E के यहाँ लेते हैं यहाँ एक E है यहाँ एक E है यहाँ एक E और C है C यहाँ यहाँ यहाँ है इसलिए सभी मूल्यों को एक साथ लें अंत में आपको ई और सी का औसत मूल्य मिलेगा इसी तरह यदि आप एलए को देखते हैं तो सभी एलए को मिलाएं और आपको नंबर मिले यदि आप QD लेते हैं तो QD का मूल्य क्या है यह यहाँ क्यू है हाँ यहाँ एक और क्यू है छात्र सही तो डी यहाँ है यह एक है यह एक है यह एक है तो हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं और हमें औसत मूल्य मिलेगा हम मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो अंत में हम 20 से 20 मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे यह भी आप कई अनुप्रयोगों या कई प्रेडिक्शन एल्गोरिदम के लिए उपयोग कर सकते हैं तो हमने स्थिति विशिष्ट स्कोरिंग मैट्रिसेस और वेट मैट्रिसेस के बारे में चर्चा की तो उदाहरण के लिए कई संभावित अनुप्रयोग हैं प्रमुख अनुप्रयोग यदि आप प्रोटीन माध्यमिक संरचनाएं देखते हैं जब आपके पास एक नया अनुक्रम होता है यदि आप अमीनो एसिड अनुक्रम देते हैं और उदाहरण के लिए कई माध्यमिक संरचना तत्व हैं तो अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड और कॉइल्स और हम सभी अगली कक्षा में सही चर्चा करेंगे तो भविष्यवाणी कैसे करें कि किन क्षेत्रों में अल्फा हेलिक्स होना चाहिए और बीटा शीट के इस गठन के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है आप PSSM का सही उपयोग कर सकते हैं आप अनुमानित माध्यमिक संरचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं फिर आप विभिन्न वर्गों और विभिन्न कार्यों से और विभिन्न संरचनाओं के आधार पर प्रोटीन को भी भेदभाव कर सकते हैं कि आप इस PSSM का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं फिर आप बॉन्डिंग साइटों या कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण साइटों की पहचान भी कर सकते हैं तो यहां आप यह भी देख सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन में कौन से अवशेष कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं इसी तरह हमारे पास जैव सूचना विज्ञान के कई अनुप्रयोग हैं हां आप इस डेटा को प्रायोगिक डेटा से संबंधित कर सकते हैं और हम इस PSSM को विभिन्न पूर्वानुमान विधियों में संभावित अनुप्रयोगों के रूप में देखेंगे अब तक हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की इसलिए हम संक्षेप में बताएंगे कि हमने आज किन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की छात्र हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफ़ाइल हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफ़ाइल तो हाइड्रोफोबिसिस प्रोफ़ाइल क्या है छात्र अनुक्रम बनाम यह अनुक्रम बनाम हाइड्रोफोबिक प्लॉट है यह एमिनो एसिड अनुक्रम बनाम हाइड्रोफोबिसिटी मूल्यों को जोड़ने वाला एक प्लॉट है तो हाइड्रोफोबिसिस प्रोफाइल के निर्माण के आवेदन क्या हैं छात्र पहचान आप कुछ पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं और ये पैटर्न संरचना के आधार पर या फ़ंक्शन के आधार पर प्रोटीन में विशिष्ट क्षेत्रों से मिलते जुलते हैं उदाहरण के लिए हेलिसेस छात्र हेलिस स्ट्रैंड्स स्टूडेंट स्ट्रैंड ट्रांसमेम्ब्रेन क्षेत्र जहां आपके पास बंधन साइटें हैं हम हाइड्रोफोबिसिटी के विभिन्न पैटर्न देख सकते हैं और हम इन पैटर्नों का उपयोग करके इन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं फिर हमने विशिष्ट पैटर्न के बारे में सही चर्चा की तो PIR में आप पैटर्न खोजते हैं पैटर्न कैसे लिखें वर्गाकार ब्रैकेट छात्र कर्ली ब्रेसिज़ वह क्या दर्शाता है छात्र कोई अवशेष किसी भी अवशेष किसी भी अनुमति अवशेष और फिर किसी भी संरक्षित अवशेष कि कैसे संरक्षित अवशेष खोजने के लिए है नाम लिखो उसी एमिनो एसिड का नाम लिखो फिर कोई अवशेष छात्र X बार की संख्या छात्र एन तो किसी भी संख्या और कर्ली ब्रैकेट का प्रतिनिधित्व करता है छात्र बाहर रखा गया यदि उस विशेष स्थिति में अवशेषों की अनुमति नहीं है तो आप सही पैटर्न लिख सकते हैं तो एक पहचान पैटर्न या पेप्टाइड्स का क्या महत्व है मूल भाव की पहचान करें हम मोटिफ्स की पहचान करते हैं लेकिन आप किसी भी अंतर्निहित अवशेष देख सकते हैं किसी भी विशिष्ट सुविधाओं के लिए सही हम UniProt सीक्वेंसेस की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे संरचना या कार्य के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रोटीन के लिए बहुत विशिष्ट हैं या नहीं फिर उसके बाद हमने क्या चर्चा की छात्र PSSM PSSM या स्थिति भार मैट्रिक्स PSSM या भार मैट्रिक्स पर आधारित सिद्धांत क्या हैं छात्र स्थिति संबंधी बातचीत स्थितीय संरक्षण यह उस एकाधिक अनुक्रम संरेखण के लिए स्थितीय संरक्षण होगा वे संरेखण लेते हैं और हम आवृत्ति प्राप्त करते हैं और वे आवृत्ति को स्कोर में परिवर्तित करते हैं सही आप के पास एक मैट्रिक्स हो सकता है तो आप इस मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं और मैट्रिक्स में कई संभावित अनुप्रयोग हैं इसलिए अगली कक्षा में हम मुख्य रूप से कई विशेषताओं का उपयोग करने के बारे में चर्चा करेंगे और इन विशेषताओं को बनाने के लिए एक डेटासेट की आवश्यकता होती है और हम एक डेटासेट कैसे बनाते हैं क्या अतिरेक है क्या अतिरेक है इस प्रकार की अतिरेक को कैसे परिभाषित किया जाए और क्या हैं विभिन्न तरीकों जो साहित्य में उपलब्ध हैं इन गैर बेमानी अनुक्रमों और इतने पर प्राप्त करने के लिए और बाद में हम संभावित अनुप्रयोगों में देखेंगे और आप इन सुविधाओं और डेटा सेट को मर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का पता लगा सकते हैं और फिर आप देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं विभिन्न जैव सूचना विज्ञान उपकरणों के उपयोग के संभावित अनुप्रयोग क्या हैं